टेल के मॉड्यूल 1 की यूनिट 2 में आपका स्वागत है यह यूनिट मैं हम शिक्षा और शिक्षण शब्द को देखने की कोशिश कर रहे हैं और हमने पहली यूनिट में क्या किया है हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि प्रोग्राम्स को प्रस्तुत करने वाले कॉलेज या विभाग को अक्रेडिटेशन क्राइटेरिया और कई उल्लिखित परिणामों को पूरा करने के लिए अपने प्रोग्राम्स को डिजाइन करने और संचालित करने की आवश्यकता है इसलिए यह अब पूरी तरह से किसी विशेष संकाय या विषय पर आधारित कोर्स को डिजाइन करना नहीं है यह उससे कहीं ज़्यादा है इसे कई उल्लिखित परिणामों को पूरा करने के लिए अपनी गतिविधियों की योजना और संचालन करना है वही हमने कहा है हम इस विशेष आवश्यकता को प्रबलित करना जारी रखेंगे और हमने यह भी महसूस किया कि एक अच्छे इंजीनियर को इंजीनियरिंग विज्ञान और टेक्नोलॉजी के ज्ञान के अलावा कई और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं अन्य आवश्यकताओं को हम मोटे तौर पर पेशेवर आवश्यकताओं के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं और जबकि इंजीनियरिंग विज्ञान और टेक्नोलॉजीtechnology का ध्वनि ज्ञान अनुशासनात्मक आवश्यकताएं हैं तो एक स्नातक इंजीनियर के लिए अनुशासनात्मक और पेशेवर आवश्यकताएं दोनों महत्वपूर्ण हैं अब इस विशेष यूनिट 2 में आने से परिणाम परिचित शब्द शिक्षा और शिक्षण के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाता है जैसा कि हमने पहली यूनिट में उल्लेख किया है शिक्षा और शिक्षण विशेष रूप से शिक्षकों के लिए 2 परिचित शब्द हैं क्योंकि यह उनका पेशा है लेकिन औपचारिक रूप से उन शब्दों को फिर से प्रस्तुत करना आवश्यक है और यही इस विशेष यूनिट का प्रमुख लक्ष्य होगा अपने व्यापक अर्थों में शिक्षा किसी भी प्रकार के अनुभव या किसी भी गतिविधि को संदर्भित करती है जो व्यक्ति की सोच चरित्र या शारीरिक क्षमता पर प्रभाव डालती है ऐसी कोई भी चीज शिक्षा मानी जाती है और इस अर्थ में शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती है हम लगातार बाहरी दुनिया के साथ बातचीत कर रहे हैं हम बाहर की घटनाओं पर काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं और उन सभी के पास ये अनुभव होंगे जिसका हम पर कुछ प्रभाव पड़ेगा इस हद तक शिक्षा वास्तव में कभी समाप्त नहीं होती है और यह हमारे जीवन भर चलती है जबकि तकनीकी अर्थों में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज जानबूझकर अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रसारित करता है कल्चरल हेरिटेज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने संचित ज्ञान मूल्यों और कौशल को संदर्भित करना है यहां इस संदर्भ में शिक्षा का संबंध उस उद्देश्य से है जिसे आप जानबूझकर सीखने के लिए कहते हैं और जानबूझकर सीखना स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होता है इसका मतलब है कि जब भी आप किसी स्कूल या कॉलेज में प्रवेश करते हैं या किसी विशिष्ट प्रोग्राम में प्रवेश करते हैं तो जिसने भी इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है वह कहेगा कि ये वो चीजें हैं जो सीखने वाले को सीखनी हैं तो यह उस हद तक जानबूझकर सीखने वाला है जो औपचारिक शिक्षण संस्थानों में होता है अब यहां बड़ा सवाल आता है इसलिए यदि आप लोगों को बुद्धिमानी से शिक्षित करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम उन्हें कुछ भी बनने के लिए क्या शिक्षित करते हैं यह कौन तय करता है कि विद्यार्थी को क्या सीखना चाहिए और निर्णय लेने की इस प्रक्रिया में आपको प्रश्नों का एक पूरा समूह आता है और जिसे हम शिक्षा का दर्शन कहते हैं तो यह जानने के लिए कि क्या शिक्षित करना है यह पूछना आवश्यक हो जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है और यह किस प्रकार का जीवन होना चाहिए शिक्षा को दार्शनिक रूप से मानना आवश्यक हो जाता है और शैक्षिक दर्शन विशेष रूप से जो अपने आप में एक विषय है जिसमें शिक्षा के लिए औपचारिक दर्शन के आवेदन शामिल हैं औपचारिक दर्शन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न विशेष रूप से शैक्षिक दर्शन शिक्षा के संबंध में पूछता है अब हम विस्तार से शिक्षा के दर्शन में नहीं जा रहे हैं यह सब आवश्यक है कि स्पष्ट रूप से हम कुछ शिक्षा दर्शन की छत्रछाया में काम कर रहे हों जिनके बारे में हम जानते हों या न हों मोटे तौर पर फिलोसोफीज को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है फिर से यह वर्गीकरण सार्वभौमिक वर्गीकरण नहीं है लोग इससे असहमत हो सकते हैं इसलिए मैं इसे फिलोसोफी का एक सुविधाजनक वर्गीकरण आदर्शवाद यथार्थवाद प्रैग्मैटिस्म अस्तित्ववाद और विश्लेषण कहता हूं हम एक के उदाहरण को छोड़कर प्रत्येक के विवरण से गुजरने वाले नहीं हैं और उस नमूने को हम प्रैग्मैटिस्म कहते हैं प्रैग्मैटिस्म क्या फिलोसोफी का एक विद्यालय है तो इसके तहत शिक्षा दर्शन कैसा दिखता है सबसे पहले प्रैग्मैटिस्म यह एक व्यावहारिक और उपयोगितावादी फिलोसोफी है विचारों की कोई स्थापित प्रणाली नहीं है जो हर समय के लिए सही होगी यह एक धारणा है जो प्रैग्मैटिस्म द्वारा बनाई गई है जिसके साथ मुझे यकीन है कि दर्शन के कई भारतीय स्कूल सहमत नहीं होंगे व्यावहारिक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के अनुसार शिक्षा चाहते हैं व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए और उसके झुकाव और क्षमताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा की योजना बनाई जानी चाहिए यह गतिविधि को सभी शिक्षण और सीखने के आधार के रूप में बनाता है यदि आप प्रैग्मैटिस्म के स्कूल में काम कर रहे हैं तो गतिविधि सभी शिक्षण और सीखने का आधार है इसका मतलब है कि शिक्षकों और विद्यार्थी दोनों को गतिविधियों में शामिल होना चाहिए या केवल एक गतिविधि में शामिल होना चाहिए जैसे केवल सुनना या बोलना तो यह फिलोसोफी का एक विद्यालय है या यह आपके लिए तय करना है कि आप सहमत हैं या आप फिलोसोफी के किसी विशेष स्कूल के तहत काम करना चाहते हैं या नहीं उच्च शिक्षा में हम उच्च शिक्षा के उद्देश्य नहीं हो सकते हैं और स्कूल शिक्षा में जिस तरह से होता है वैसा सार्वभौमिक नहीं है क्योंकि शैक्षिक फिलोसोफी का मतलब आपके पास व्यापक स्तर के स्कूल होना है जब आप स्कूली शिक्षा की बात करते हैं आप किस तरह के व्यक्ति को प्रशिक्षित करना चाहते हैं और उच्च शिक्षा के स्तर पर उद्देश्य सार्वभौमिक नहीं हैं वे बहुत विशिष्ट बनने लगते हैं प्रोग्राम्स को प्रस्तुत करने वाले विश्वविद्यालयों कॉलेज उद्देश्य की पहचान करेंगे और हम उन्हें प्रोग्राम आउटकम्स कहेंगे और हमारे मामले में कुछ परिणामों को नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन द्वारा परिभाषित किया गया है कुछ परिणाम विश्वविद्यालयों या कॉलेजों की पेशकश कर रहे हैं जो प्रोग्राम तय करेंगे पेशेवर पाठ्यक्रमों के मामले में राष्ट्रीय स्तर की मान्यता देने वाली एजेंसियां प्रोग्राम की पेशकश करने वाले विभाग को कुछ स्वतंत्रता के साथ प्रोग्राम के परिणामों की पहचान करती हैं NAAC के मामले में जब आप पेशेवर डिग्री से कुछ और देख रहे होते हैं जैसे कि जिसे हम सामान्य प्रोग्राम कहते हैं NAAC वास्तव में यह पहचान नहीं करता है कि प्रोग्राम के परिणाम क्या होने चाहिए यह विश्वविद्यालय या कॉलेज के लिए है जो कार्यक्रम की पेशकश करता है उसे अपने स्वयं के प्रोग्राम परिणामों की पहचान करनी होगी NAAC के तहत दी जाने वाली संस्थाओं को इस तरह की आजादी दी जाती है जिसे हम सामान्य प्रोग्राम्स के रूप में पेश करते हैं जैसे 3 साल के डिग्री प्रोग्राम विज्ञान मानविकी सामाजिक विज्ञान आदि इसलिए उच्च शिक्षा के स्तर पर दार्शनिक प्रश्न हैं कि मैं कम महत्वपूर्ण नहीं कहूंगा लेकिन वे कुछ अर्थों में वे पहले से ही संबोधित हैं और मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा परिभाषित प्रोग्राम आउटकम्स के एक सेट में अनुवादित हो जाते हैं अगला शब्द शिक्षण शिक्षण ज्ञान कौशल और मूल्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों की मदद करने की एक प्रक्रिया है शिक्षा के फिलोसोफी के विशेष स्कूल द्वारा या मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा जो तकनीकी या प्रोग्राम्स की देखरेख कर रहा है उसके द्वारा किस ज्ञान कौशल और मूल्यों को निर्धारित किया जाता है अब शिक्षण किसी भी पहचाने गए ज्ञान कौशल और मूल्यों को प्राप्त करने में दूसरों की मदद करने की एक प्रक्रिया है और आगे की शिक्षा लोगों की आवश्यकताओं अनुभवों और भावनाओं में शामिल होने की एक प्रक्रिया है सबसे पहले लोगों की ज़रूरतों अनुभवों और भावनाओं के बारे में जानना है और फिर हस्तक्षेप करना ताकि वे कुछ भी सीखें जो कि मिस्टर स्मिथ द्वारा बताई गई हैं अब ये इंटरवेंशन क्या हैं एक शिक्षक क्या सिखाता है कब इंटरवेंशन होता है किस तरह का इंटरवेंशन इंटरवेंशन आमतौर पर पूछताछ सुनने सूचना देने या जिसे हम सूचना स्थानांतरित करना कहते हैं और कुछ फिनोमिना की व्याख्या करते हैं एक कौशल या एक प्रक्रिया का प्रदर्शन परीक्षण समझना और क्षमता और सीखने की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के रूप में लेते हैं जैसे कि उनका एक पूरा समूह है कुछ उदाहरण नोट लेना डिस्कशन असाइनमेंट लेखन और सिमुलेशन हैं अतः इंटरवेंशन यह सब होता है और शिक्षक ज्ञान कौशल और मूल्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को सुविधा प्रदान करने के लिए इनका एक प्रकार का स्थानान्तरण या चयन करता है यही शिक्षण है अब ऐसे भी हैं जिन्हें हम शिक्षण के मॉडल्स कहते हैं शिक्षण मॉडल्स शिक्षकों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं और वे शिक्षकों को केंद्रित शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाने में मदद कर सकते हैं शिक्षा के नए और बेहतर रूपों और अवसरों के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं क्योंकि इस बात का भी एक विकल्प है कि एक शिक्षक एक विशेष संदर्भ में विद्यार्थी के साथ कैसे इन्टर्वीन करना चाहते है इसमें फिर से कुछ अनुमान शामिल हैं तो उन अनुमानओं से शिक्षण के विभिन्न मॉडल सामने आते हैं एक बार फिर हम शिक्षण के मॉडल के विवरण में नहीं जा रहे हैं वह खुद एक या दो अलग कोर्स बन जाता है शिक्षण मॉडल के फैमिलीज़ हैं जिसे हम इनफार्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली कहते हैं हम इसे फैमिली क्यों कहना चाहते हैं प्रत्येक फैमिली के तहत फिर से शायद 5 6 कभी कभी 8 शिक्षण मॉडल उपलब्ध हैं और उन सभी का प्रयोग किया गया है यह विषय शिक्षण मॉडल के शिक्षण मॉडल का काफी पुराना विषय है इस पर बहुत सारे साहित्य है और आपके पास इनफार्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली एक व्यक्तिगत फैमिली सामाजिक फैमिली और व्यवहार प्रणाली फैमिली है इसलिए आपके पास शिक्षण मॉडल का एक समूह है और शायद इस विशेष शिक्षण मॉडल के अलग अलग विकल्प स्कूल स्तर पर महत्वपूर्ण हो जाएंगे इसलिए हम प्रत्येक फैमिली के तहत मॉडल के विवरण में नहीं जा रहे हैं लेकिन अगर आप विचार करें जिसे आप जेनेरिक मॉडल कहते थे हालांकि लोग विलियम ग्लासर मॉडल William Glasser's Model को बिहेवियरल फॅमिली मॉडल के तहत वर्गीकृत करते हैं लेकिन हमने शिक्षण का ग्लासर मॉडल Glasser's Model चुनने का कारण यह बहुत करीब आता है जब हम कोर्स डिजाइन के बारे में बात करते हैं ADDIE मॉडल की बात हो रही है और यह इसके काफी करीब आता है इसलिए हम ग्लासर मॉडल ऑफ टीचिंग की विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं अब इसमें 4 चरण होते हैं व्यवहारिक शब्दों में निर्देशात्मक उद्देश्य ये व्यवहार की शर्तें क्या हैं इसका मतलब है कि विद्यार्थी को यूनिट सीखने के अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए तो वह यह है कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए क्या चीजें हैं जो आपको करने में सक्षम होना चाहिए तो यदि आप व्यवहार के संदर्भ में कहते हो तो निर्देशात्मक उद्देश्य ही सीखने के उद्देश्य है और फिर आपको इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि विद्यार्थी का प्रवेश व्यवहार क्या है मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपने कोर्स को अनिवार्य रूप से 4 वीं कक्षा के विद्यार्थी को नहीं सिखा सकता जब मैं कुछ सिखाता हूं तो मुझे उम्मीद है कि मेरे कोर्स में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी को कुछ जानने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि या आवश्यक पूर्वापेक्षाएँ होंगी जैसा कि हम इसे कहते हैं आपके परिणामों को इस तरीके से बताने का कोई मतलब नहीं है जो विद्यार्थी के व्यवहार में प्रवेश करने के अनुकूल नहीं हैं और कभी कभी प्रवेश व्यवहार ऐसा हो सकता है कि आपका कोर्स उनके लिए तुच्छ हो सकता है क्योंकि वे पहले से ही इसके बारे में सबसे अधिक जानते हैं या आपके द्वारा चुने गए अनुदेशात्मक उद्देश्यों और विद्यार्थी के प्रवेश स्तर के बीच ऐसा अंतर हो सकता है इसलिए दोनों अस्वीकार्य हैं तो यह एक कोर्स की योजना बनाने में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि विद्यार्थी का प्रवेश व्यवहार क्या है फिर प्रवेश व्यवहार से आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करें और अब आप निर्देश प्रक्रियाओं की पहचान करते हैं जो उन्हें बताए गए उद्देश्यों की ओर जाने की सुविधा प्रदान करती हैं और फिर ऐसा करना इसका मतलब है कि आप शिक्षक या प्रशिक्षक के इंटरवेंशन के रूप में कह सकते हैं और फिर मापना चाहते हैं कि वे किस हद तक निर्देशात्मक उद्देश्य प्राप्त हुए हैं यदि आपके पास यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि उन्हें किस हद तक हासिल किया गया है या प्राप्त किया गया है तो हमें अभी यह नहीं पता है कि आपने कक्षा में जो कुछ भी किया है उसका कोई मतलब नहीं है या अंत में विद्यार्थी कुछ भी जानता है तो वहाँ का एक प्रदर्शन है वहाँ प्रदर्शन मूल्यांकन कर रहे हैं इसका मतलब है कि मुझे यह मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए कि विद्यार्थी ने किस हद तक घोषित उद्देश्यों को प्राप्त किया है ठीक है यह मोटे तौर पर 4 चरणों में है हम इन 4 चरणों को देखेंगे शायद कुछ अलग टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हुए दिखाई देंगे जब हम वास्तव में कोर्स डिजाइन कर रहे हैं उदाहरण के लिए मॉड्यूल 1 व्यावहारिक रूप से निर्देशात्मक उद्देश्यों को लिखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करेगा हालांकि इस मॉडल की सफलता कौशल के संदर्भ में शिक्षक की योग्यता और क्षमता उद्देश्यों के निर्माण उचित रणनीतियों के उपयोग और मूल्यांकन की तकनीकों पर निर्भर करती है यह वह जगह है जहां सभी शिक्षक समान नहीं होते हैं उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं और सभी शिक्षक एक ही विषय नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए विषय की कुछ विशेषताएं हैं जो निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार की अनुदेशात्मक प्रक्रियाएं और किस तरह के उद्देश्य आप प्राप्त कर सकते हैं यह इस संदर्भ पर भी निर्भर करेगा कि आपके पास किस प्रकार के संसाधन हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है इसलिए मोटे तौर पर मुझे लगता है कि ग्लासर मॉडल ऑफ टीचिंग हमें किसी और के बारे में बता रहा है जो कि इंस्ट्रक्शनल मॉडल इंस्ट्रक्शनल प्रणाली के डिजाइन मॉडल के बारे में बात कर रहा है जिसे हम ADDIE कहते हैं अब इस विशेष यूनिट के असाइनमेंट में आते हैं ये असाइनमेंट केवल इस चरण में शिक्षात्मक शिक्षण की कई विशेषताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए ही योजनाबद्ध हैं ना कि उन्हें मास्टर करने के लिए शिक्षा और शिक्षण इन दो शब्दों के बारे में बात करना हमारा उद्देश्य नहीं है हम तीन अन्य शब्दों के बारे में भी बात करेंगे जो हम आम तौर पर अगले मॉड्यूल में उपयोग करते हैं लेकिन दो शब्दों के संबंध में यह वांछनीय होगा यदि शिक्षार्थी उस पर साहित्य की खोज में कुछ समय बिताता है ताकि इन दो शब्दों का अर्थ आपके लिए कुछ विशिष्ट हो तो असाइनमेंट में अपने कारण बताएं कि आपको उच्च शिक्षा के दर्शन से क्यों संबंधित होना चाहिए ठीक है यह कुछ बयान हो सकते हैं कुछ वाक्य जो सभी आवश्यक हैं और फिर शिक्षण के एक मॉडल का चयन करें जिस पर आप विचार करते हैं इससे आपको उस विषय को पढ़ाने में मदद मिलेगी जो आप वर्तमान में संबंधित हैं जो बहुत से उपलब्ध हैं उनमें से शिक्षण का कौन सा मॉडल है जो दुनिया भर में प्रचलित है जो ऐसा मॉडल है जिसे आप अपनी बातचीत के पहले चरण में इसके साथ जोड़ना चाहेंगे जो वह है जिसे आप पसंद करेंगे अपनी पसंद के लिए अधिकतम 250 शब्द लिखें और इंटरनेट पर साहित्य की एक बड़ी मात्रा है इसलिए साहित्य की खोज एक मुद्दा नहीं है कुछ सामग्री आपको तब उपलब्ध कराई जाएगी जब आप इस कोर्स से गुजर रहे होंगे जो आपको उस तरह के इंटरनेट लिंक देगा जो आप खोज सकते हैं अगली यूनिट में जाने पर अगली यूनिट वर्तमान यूनिट की तरह ही परिचित शब्द सीखने मूल्यांकन और निर्देश को फिर से प्रस्तुत करेगी और हम विशेष रूप से अच्छी शिक्षा की सुविधा में मूल्यांकन की केंद्रीयता पर जोर देते हैं ठीक है हम आने वाले मॉड्यूल में इन शब्दों और इस अवधारणा का पता लगाते हैं ध्यान देने के लिये धन्यवाद